आइए हम जल्दी से आखिरी व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करें साइक्लिक प्रीफिक्स आधारित प्रणाली हमने दिखाया कि एक ब्लॉक ट्रांसीवर के साथ मल्टी केरियर मॉड्यूलेशन का निर्माण कैसे किया जा सकता है आज के व्याख्यान में हम ओ एफ डी एम ढांचे की शुरुआत करेंगे और उन तकनीकों में ओ एफ डी एम के कुछ व्यावहारिक उपयोग पर भी गौर करेंगे जिनसे हम परिचित हैं व्यापक स्तर पर हम एक चैनल के माध्यम से प्रसारण करने की कोशिश कर रहे हैं जहां टाइम डिस्पर्शन है हम डेटा का एक ब्लॉक भेजना चाहते हैं और दूसरे छोर पर इसे एक कुशल तरीके से पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं हमें इंटर ब्लॉक इंटरफेरेंस इंट्रा ब्लॉक इंटरफेरेंस के बारे में चिंता करनी होगी और इन सभी को उस प्रणाली में संबोधित करना होगा जिसकी हम रचना कर रहे हैं हम सहमत थे कि रिडंडेंसी के लाभ होंगे रिडंडेंसी के बिना इसके साथ काम करना बहुत कठिन प्रणाली बन जाती है और जटिलता बढ़ जाएगी इसलिए ट्रांसमीटर पर हम रिडंडेंसी का प्रयोग करेंगे हम एक टाइम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मैं बदलाव कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे लिए एक वाइड बैंड सिग्नल का निर्माण करेगा हम मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के बाद रिडंडेंसी को ले के आते हैं या तो जीरो इनसरसन या साइक्लिक प्रीफिक्स इनसरसन जीरो पैडिंग हम IBI को खत्म करने के लिए शून्य जोड़ते हैं शून्य की संख्या कम से कम चैनल टॉप्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए सुडो इन्वर्स के माध्यम से अनुमान ऊपर के चित्र को देखें साइक्लिक प्रीफिक्स हम ट्रांसमिशन की शुरुआत के अंतिम कुछ तत्वों की नकल करते हैं सर्किलएंड मेट्रिक्स इनवर्जन के माध्यम से अनुमान लगाना जिस मामले में हमारे पास साइक्लिक प्रीफिक्स है वह हमारे लिए रुचि का है पहले चरण में हम इनपुट वेक्टर sn M ×1 लेते हैं रिडंडेंसी जोड़ा जाता है CP इंसरसन x nFcp s n चैनल के माध्यम से प्रसार के बाद प्राप्त N × 1 vector एनx1 वेक्टर r n आर एन है जोकि R Cpc X होगा इस प्रकार ट्रांसफर फ़ंक्शन में मैट्रिक्स फॉर्म Cpc FcpCup होता है सीपी रिमूवल से M × 1 वेक्टर r n0vIMr nC∘ sn निकलता है Cpc एक N×N मैट्रिक्स है Cup एक N×M मैट्रिक्स है और C∘ एक M × M मैट्रिक्स है

CoW 1W Co 1W 1 1W snW 1 1Wrn जहा diagCoC1 CM 1CMM1Mk0M 1ckWMkm ckc0c1 cv000 अगर इनमें से कोई भी चैनल कोईफिशएनट्स 0 के बहुत करीब है हम इसे कुछ कांस्टेंट ϵ के साथ बदल देंगे और इंवर्जन करते हैं एम एम एस ई दृष्टिकोण के बराबर जीरो फोरसिंह के बजाय आप इसका समाधान ढूंढते हैं लेकिन हम कहते हैं कि यह हमें प्रभावित नहीं करता है वह यह है कि एक विशेष उप चैनल पर होगा जिसे कम SNR मिला है हमने शुरू करने के लिए उस चैनल पर कोई प्रसारण नहीं किया होगा साइक्लिक प्रीफिक्स का इंसरसन Fcp मैट्रिक्स के साथ गुणा के माध्यम से होता है ऊपर के चित्र को देखें हम देख सकते हैं कि ट्रेपेज़ोइडल ब्लॉक के शीर्ष पर कुछ नई प्रविष्टियाँ जोड़कर ऐसा हो रहा है फिर सीरियल ब्लॉक के समानांतर आता है फिर रिडंडेंसी के साथ सिग्नल चैनल से गुजरता है चैनल सुडो सरक्योंलट मैट्रिक्स के लिए ऊपर दिए गए चित्र को देखें हमने दिखाया कि जो बचा था वह मैट्रिक्स Cup है और एक बार हमने सीपी रिमूवल किया था एक सरक्योंलट मैट्रिक्स सरक्योंलट मैट्रिक्स सारांश के लिए ऊपर दिए गए चित्र को देखें हमने यह भी चर्चा की कि विभिन्न चैनल स्थितियां वास्तव में इंवर्जन प्रोसेस को प्रभावित नहीं करती हैं हम ऊपर दिए गए ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा इस बिंदु पर हम ओएफडीएम के लिए एक प्राकृतिक विस्तार देख सकते हैं इसलिए हमें समीकरण पर एक बार और देख rnW 1WXn यहाँ सी पी इंसरसन से पहले X n वेक्टर अनुक्रम है नोट सी पी इंसरसन के बाद x n के साथ भ्रमित न हो

पिछले मामले से इनपुट पर आईडीएफ और आउटपुट पर डीएफटी अतिरिक्त है प्रभावी रूप से हमारे पास है Y nΓ snη n जैसा कि diagCoC1 CM 1 एक डायग्नल मैट्रिक्स है हमारे पास समानांतर चैनलों की एक प्रणाली है YinCi Si n in इस प्रकार Si n का अनुमान चैनल कॉएफिशिएंट के रिसिप्रोकल के साथ सिंगल मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होता है SiYinCi ऊपर दिए गए चित्र को देखें प्रत्येक इनपुट s0ns1nsM 1n कंपलेक्स चैनल कॉएफिशिएंट से गुणा किया जा रहा है वहाँ इन शाखाओं में से प्रत्येक में जोड़े जाने के एक नॉइस टर्म और एक टैप इक्विलाइजेशन है 1Ci ताकी s0n s1n sM 1n प्राप्त कर सके मॉड्यूलेशन मैट्रिक्स के रूप में IDFT और रिसीवर में DFT ने हमारे चैनल को समानांतर कर दिया है सिंगल वाइडबैंड सिग्नल के साथ सभी प्रकार की समस्याएं इंटर ब्लॉक इंटरफ्रेंस इंटर उप चैनल इंटरफ्रेंस और इंट्रा सब चैनल इंटरव्यू इन सभी को बड़े आसानी से इस तरीके से हल किया गया प्रत्येक चैनल अब एक इक्विवेलेंट एडब्ल्यूजीएन चैनल के रूप में लिखा जा सकता है SiSiinCi इससे हमें महसूस होता है कि ओ एफ डी एम इतना लोकप्रिय क्यों है अब आप चैनल डिस्पर्शन के आधार पर इसे अपने इच्छित से किसी भी M 1024 2048 तक बढ़ा सकते हैं

यही कारण है कि ओ एफ डी एम इतना लोकप्रिय हो गया है लगभग कोई जटिलता नहीं है क्योंकि IDFTDFT आईडीएक्टिडीएफटी की गणना transmitterreceiver ट्रांसमीटर रिसीवर पर आसान है आप तेजी से ट्रांसफॉमर्स कर सकते हैं यह संक्षेप में ओ एफ डी एम है तो हम संक्षेप में देखते हैं हमारे पास ट्रांसमीटर स्टेज है जो टीडीएम को एफडीएम में बदल देता है असल में हमारे पास ट्रांसमीटर Fi पर एम फ़िल्टर का यह सेट होना चाहिए ये फ़िल्टर आईडीएफटी को उपयोग में लाते हैं यह M × M ट्रांसफार्म होता है लेकिन फ़िल्टर बैंक इंटरप्रिटेशन में यह एक एम चैनल डीएफटी फ़िल्टर बैंक है जहाँ प्रोटोटाइप फ़िल्टर f0 n 11 1 एम वन्स है डायमेंशन एम के एक रैक्टेंगुलर विंडो के साथ हम मूल चित्र पर वापस जाते हैं हम पाते हैं कि G मैट्रिक्स वास्तव में एक स्थिर मैट्रिक्स है z का पॉलिनॉमियल नहीं हैं और इसमें आईडीएफटी ऑपरेशन शामिल है इसी प्रकार रिसीवर पर हमारे पास डीएफटी ऑपरेशन करते हुए एक डीएफटी फ़िल्टर बैंक Hi एचआई जेड है ओ एफ डी एम एक बहुत शक्तिशाली मॉडुलन योजना है यह वह जगह है जहां हमारे पास एक वाइट बैंड चैनल है हमने कई नैरोबैंड चैनलों में विभाजित किया हैं नैरोबैंड चैनलों की संख्या एम है हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन रिडंडेंसी के साथ हो प्रत्येक चैनल में अलग एस एन आर है और सबसे अच्छी करनी है वह है वाटर फीलिंग एक बार जब हम वाटर फीलिंग का काम करते हैं तो हम अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम उन चैनलों को हटा सकते हैं जो अच्छे नहीं हैं और ट्रांसमिशन को अनुकूलित करते हैं ओ एफ डी एम की सुंदरता इक्विलाइजर की कम जटिलता है आपको बस 1Ci करना है यह एक बहुत ही सरल ऑपरेशन है चैनल के DFT की गणना करें इसलिए यह ओ एफ डी एम इतना आकर्षक है यही कारण है कि 4जी 5जी वाई फाई ओ एफ डी एम का उपयोग करते हैं लेकिन क्या कोई पेनाल्टी है यह पता चला है कि हम इन्वर्स डीएफटी के बाद ऐसा करते हैं जैसे कि हम कई समानांतर चैनल जोड़ रहे हैं उन सभी को माड्यूलेटेड किया जाता है इस प्रकार एवरेज वेरिएशन का पिक बहुत बड़ा है एकमात्र दोष जो ओएफडीएम के साथ है वह है लारज पिक टू एवरेज पावर रेशियो और यह पावर एंपलीफायर की एफिशिएंसी को प्रभावित करेगा जो आपके रिसीवर के लिए आवश्यक ओवरऑल टोटल पावर को प्रभावित करेगा पिक टू एवरेज पावर रेशियो को पी ए पी आर के रूप में छोटा किया जाता है और इसके द्वारा तकनीकें होती हैं जिसे हम पी ए पी आर मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं लेकिन यह संभवतः एकमात्र पेनाल्टी है जो आप भुगतान करते हैं यह पी ए पी आर M के बढ़ने पर और गंभीर हो जाता है कुछ तकनीकें हैं जो पी ए पी आर को कम करने में सक्षम होने के लिए जानी जाती हैं अगले महत्वपूर्ण तत्व ओ एफ डी एम एक व्यावहारिक उदाहरण में है यह वह तकनीक है जो आप सभी अपने फ़ोन पर उपयोग कर रहे हैं 80211 है आप एक हॉटस्पॉट बनाते हैं कई लोग जुड़ जाते हैं 80211तकनीक a या g का उपयोग कर रहा है 'a वह तकनीक है जो 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में काम करती है यह ओ एफ डी एम पर आधारित है g वह है जो 24 gigahertz band 24 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में भी ओ एफ डी एम पर आधारित है ये दोनों हैं जिन्हें हम आज देखने जा रहे हैं माड्यूलेटद सिग्नल की कुल बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ है लगभग 300 मेगाहर्ट्ज़ पूरी तरह से उपलब्ध है लेकिन पता यह करना है कि 20 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर क्या होता है अब 20 मेगाहर्ट्ज़ को सिंगल कैरियर के रूप में संचारित करने के बजाय 80211 का डिज़ाइन निम्नलिखित कार्य करता है यह कहता है इसे 64 सबकैरियर सिस्टम 64 के IDFTDFT आकार के रूप में डिज़ाइन करें और यह भी निर्दिष्ट करता है कि इन 64 में से 48 का उपयोग डेटा उपयोगकर्ता जानकारी के लिए किया जाएगा उनमें से 12 का उपयोग किया जाएगा जिसे हम कहते हैं गार्ड बैंड क्योंकि स्पेक्ट्रम फैलता है जैसा कि हम एक रैक्टेंगुलर विंडो का उपयोग कर रहे हैं शुरुआत में 6 गार्ड बैंड और अंत में 6 और फिर पायलट जानकारी के लिए 4 चैनल हैं पायलट जानकारी यह चैनल के आकलन के लिए ज्ञात जानकारी है चैनल अनुमान की आवश्यकता है क्योंकि हम 1Ci की गणना करते हैं सबकेरियर सब चैनल बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ 64 से विभाजित है जो 3125 kHz है प्रणाली को 16 नमूनों का साइक्लिक प्रीफिक्स ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है सिंबॉल ड्यूरेशन 80 सैंपल्स है अब एक सिंबॉल की अवधि क्या है चैनल की बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ है इसलिए ओ एफ डी एम सिंबल की अवधि 80 गुणा होगी Ts 1 20MHz जो 4 μs के बराबर है हमारे पास कितना मल्टीपैथ प्रोटेक्शन है हमारे पास साइक्लिक प्रीफिक्स के 16 नमूने हैं इसलिए 16max 16T s 08 μs हमने कहा कि बाहरी वातावरण के लिए टिपिकल डिले स्प्रेड्स 5 माइक्रोसेकंड के क्रम का है इसका मतलब यह है कि 80211 को आउटडोर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था इसे केवल घर के अंदर के लिए डिज़ाइन किया गया था इंडोर डिले स्प्रेड् आम तौर पर कुछ नैनोसेकंड है इसलिए 80211 काम करता है अब अगर आप वापस जाएँ और 80211 स्टैंडर्ड पढ़ें उनके पास एरर करेक्शन या एरर करेक्टिंग कोड हैं और इन कोड की दरें 12 23 और or हो सकती हैं मॉड्यूलेशन के तरीकों के विकल्प BPSK बीपीएसके one bit per symbol एक बिट प्रति सिंबॉल यूपीएस के दो बिट प्रति सिंबॉल 16 यूएएम 4 बिट प्रति सिंबॉल और 64 qam 6 बिट प्रति सिंबॉल हैं न्यूनतम दर का मतलब सबसे मजबूत है हम बीपीएसके का चयन करेंगे और इसे दर 12 कोडिंग के साथ जोड़ देंगे हमारे पास 48 डेटा करियर्स हैं और हर बार जब मैं चैनल पर 1 सिंबॉल संचारित करता हूं तो इसका केवल आधा हिस्सा सूचना दर 12 कोड होता है इस प्रकार थ्रूपुट है 481214s6 Mbps अधिकतम थ्रूपुट योजना क्या है यह है 48346bitssc14μs54 Mbps यह वह है जिसके लिए राउटर को रेटेड किया गया है हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक किसी भी बैंडविड्थ के लिए बिल्कुल मापनीय है जिसे आप चाहते हैं और उस डेटा दर को प्राप्त करते हैं जो आप देख रहे हैं यह सब सिस्टम के डिज़ाइन के लिए है और आप यह भी बता सकते हैं कि कोई सिस्टम इनडोर में अच्छा काम करेगा या नहीं यह देखकर कि सीपी कितना इस्तेमाल किया जाता है अब यदि आप इसे बाहरी वातावरण में उपयोग करने के लिए इसे संशोधित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आपको अधिक साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ना होगा लेकिन थ्रूपुट नीचे जायेगा यह एक ट्रेड ऑफ है जिसे आप सिस्टम डिज़ाइन को अच्छी तरह से काम करने के लिए बना सकते हैं अंतिम तत्व यह है कि यदि आपने मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का अध्ययन नहीं किया है तो क्या होगा इसे कम्युनिकेशन साइड से देखते हैं पारंपरिक विचार प्रक्रिया का कहना है कि इनपुट आउटपुट संबंध हमेशा एक कन्वॉल्यूशन है y nc n∗x n हमने रिटर्नडेंसी किया है यदि हमने साइक्लिक प्रीफिक्स किया है तो x n पीरियाडिक सिग्नल की तरह दिखता है x n इसलिए y nk0vCkxn−k 0⏟ x n−k M जहां M मोडुलो एम ऑपरेशन है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह एक अवधि के साथ सर्कुलर कन्वॉल्यूशन बन जाता है ऊपर के चित्र को देखें r nc n⊛x nηn डीएफटी लेने पर R k C k X k η k r nIDFT DFT c n DFT x nηn अब x nIDFT s n⟹DFT x ns k इस प्रकार R k C k s k η k हम समानांतर चैनल सिद्धांत को वापस लाते हैं लेकिन मल्टीरेट एनालिसिस की क्या आवश्यकता थी फिर अब संचार इंजीनियर से पूछें आपका स्पेक्ट्रेल लीकेज क्या है 13 डीबी अगर मैं स्पेक्ट्रेल लीकेज को कम करना चाहता हूं तो संचार इंजीनियर इसे देखता है और कहता है वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है लेकिन एक मल्टीरेट पर्सपेक्टिव से हमने जी मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स ढांचे को देखा और हम इसके साथ काम कर सकते हैं ताकि स्पेक्ट्रेल लीकेज को कम किया जा सके आप किसी भी प्रकार का रोल ऑफ डिजाइन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं आप एक ऐसी प्रणाली डिजाइन कर सकते हैं जिसे सभी लाभ मिल गए हैं आपके पास अब एक लचीला ढांचा है तो क्या यह मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग दृष्टिकोण से गुजरने लायक था 5G सिस्टम में हम इसे फिल्टर बैंक मल्टी कैरियर एफबीएमसी कहते हैं यह अब केवल ओ एफ डी एम नहीं है ओ एफ डी एम एक फ़िल्टर बैंक मल्टी कैरियर का केवल एक संस्करण है लेकिन फिर आप इसे फ़िल्टर के पूरे परिवार के रूप में डिजाइन कर सकते हैं जिसे एफबीएमसी द्वारा बुलाया जाता है और यह उन प्रमुख विषयों में से एक है जिसके संदर्भ में चर्चा की जा रही है 5G लेकिन फिर से जहां तक हमारे पाठ्यक्रम का संबंध है हम ओ एफ डी एम पर अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि यह ट्रांसमिशन के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है लेकिन आप इसे आज जहां है उससे आगे बढ़ा सकते हैं यदि आप इसे मल्टी रेट एप्रोच से प्राप्त करते हैं और फिर इसे फ़िल्टर डिज़ाइन टूल्स का उपयोग करके डिज़ाइन करते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं